सभी को नमस्कार इस व्याख्यान में हम जी आई एस विश्लेषण भाग 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं पिछले व्याख्यान में हमने मूल चयन पुनर्प्राप्ति प्रकार्य और इसके बाद वर्गीकरण पर विशेष रूप से हमारी आवश्यकता के अनुसार सदिश और रास्टर डेटा दोनों के पुनर्वर्गीकरण तकनीकों के गुणों पर चर्चा की है इस विशेष चर्चा में हमारे पास जी आई एस विश्लेषण के अधिक उन्नत कार्य होंगे जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जी आई एस विश्लेषण के भाग एक और दो एक को पूरा कर लिया है अब इस व्याख्यम में हम आवरण संचालन पर अधिक ध्यान देंगे शुरूआत में जी आई एस का विकास रोजर टॉमलिंसन के द्वारा हुआ और बाद में जब वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर बाजार में आने लगे तो क्योंकि सदिश डेटा बहुत ही मजबूत थे और लोगों ने कुछ गलत धारणा विकसित कर ली थी कि यह केवल आवरणीय संचालन कर सकता है तो सदिश डेटा के साथ साथ रास्टर डेटा पर आवरणीय संचालन संभव है लेकिन जब हम इस समय सदिश डेटा और रास्टर डेटा की तुलना के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमने देखा है कि सदिश डेटा का कुछ विस्तार करने के लिए आवरणीय संचालन ठीक है लेकिन अगर आप कई सदिश मानचित्रों के बारे में जानते हैं तब आपको पता होगा कि आउटपुट में इतने सारे बहुभुज होंगे इस तरह के मानचित्रों की व्याख्या या उपयोग बहुत मुश्किल हो जाता है जबकि रास्टर डेटा के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है और रास्टर मानचित्रों पर आवरणीय संचालन बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत सारे मॉडलिंग और विश्लेषण कार्यों को रास्टर डेटा पर ही किया जा सकता है इसलिए हम अपना ध्यान आवरणीय संचालन पर विशेष रूप से केंद्रित कर रहे हैं बाद के भाग में हम क्षेत्रीय परिवर्तन और माप पर भी चर्चा करेंगे और इसके निकट के संचालनों पर भी हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे तो चलिए अब हम आवरणीय संचालन से शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम गणितीय माध्यम को प्रयोग करेंगे जो सेट सिद्धांत पर आधारित है जो हमने बारहवीं स्तर पर समझा है इसमें हम दो वर्गों में और जो बूलियन तर्क या बूलियन संचालक पर आधारित है और इसे वेन आरेख भी कहा जाता है जहां हमें ए प्रतिच्छेदन बी का सरलीकृत रूप पता होता है यह ए प्रतिछेदन बी या ए अपवर्जन बी ए निषेधन बी लगेगा और विभिन्न परिदृश्य कुछ ऐसे नज़र आएंगे ये तार्किक संचालक हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं और इससे आपको अलग अलग परिणाम मिलते हैं यह उदाहरण बहुत ही सरल उदाहरण है जहां दो मानचित्रों में एक एक बहुभुज हैं लेकिन वास्तविक संचालन में यदि मैं दो मानचित्रों का उदाहरण देता हूं तो दो मानचित्र बहुभुज वाले हो सकते हैं एक मानचित्र में 20 बहुभुज हो सकते हैं दूसरा मानचित्र 30 बहुभुज वाला हो सकता है तो यह संचालन जटिल हो जाता है हालांकि मौलिक रूप से यह केवल एक ही सेट सिद्धांत या बूलियन संचालकों पर आधारित है इसलिए जो गणित हम पहले सीख चुके हैं वह अब उपयोग में आने वाला है इसलिए जब हम उस समय इस सभी सेट सिद्धांत या वेन आरेख बूलियन आरेख को सीख रहे थे तो हमने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से जी आई एस में गणित का उपयोग किया जाएगा यह जी आई एस के भीतर बहुत शक्तिशाली उपकरण है यह उस प्रकार्य में से एक है जिसे हमने तार्किक प्रकार्यों के तहत रखा है आवरणीय संचालन जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है सदिश डेटा के साथ साथ रास्टर डेटा पर भी किया जा सकता है टी आई एन डेटा पर आवरणीय संचालन को लागू करना मुश्किल है इसका सबसे सरल उदाहरण यहाँ लिया गया है कि यदि किसी मानचित्र में सिर्फ दो इकाइयां हैं और कोई अन्य मानचित्र भी दो इकाइयों वाला है तो जब हम इसे आवरणीय या प्रतिछेदन करते हैं या इन मानचित्रों का एक संघ बनाते हैं तो यह चार इकाइयों में बदल जाती हैं मूल रूप से यह यहाँ गुणा हो रहा है और यदि एक मानचित्र में कई बहुभुज होंगे तो आउटपुट मानचित्र में कुछ सौ एक बहुभुज कम हो जाते हैं सदिश के मामले में यह कठिनाई है लेकिन रास्टर के मामले में यह कठिनाई नहीं है हालाँकि भले ही इसमें मुझे सदिश के साथ काम करना पड़े और सैकड़ों भी बहुभुज आ जाएंगे जिससे मानचित्र जटिल हो जाएगा क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि निर्णायकर्ता के लिए हम इन मानचित्रों को प्रस्तुत करने से पहले पुनर्वितरण का सहारा सहारा ले सकते हैं और कुछ गुणों के आधार पर कुछ हम ऐसे आउटपुट मानचित्र को पुन वर्गीकृत कर सकते हैं और फिर मैं बहुभुजों की संख्या को कम कर सकता हूँ और उन मानचित्रों को बहुत उपयोगी बना सकता हूँ अगर आपको सदिश डेटा के साथ काम करना हो तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि अन्य विश्लेषणात्मक उपकरण भी हैं जिन्हें आप प्रयोग में ला सकते हैं एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह सदिश आवरण यहाँ मूल रूप से आपको तालिका को प्राप्त करने या विशेषता तालिका को संलग्न करता है इस तरह से हम इस मानचिते ए सम्बोधित कर रहे हैं जिसमें 2 इकाइयाँ हैं मानचित्र बी में 4 इकाइयां हैं हमें यहाँ बहुभुजान की अधिक संख्या प्राप्त होती हैं और फिर इस प्रकार आपकी तालिका और समृद्ध हो जाती है और इस तरह से आपको वहां चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं अपने मानचित्र को वर्गीकृत या पुनःवर्गीकृत करके आप बहुभजों की संख्या को कम कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद भी आप उन मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं और उन मानचित्रों की समझदारी से व्याख्या कर सकते हैं बुनियादी रूप से चार बूलियन तार्किक प्रकार्य के हैं तो आपके पास अन्य प्रकार्य भी हो सकते हैं जैसे कि मढ़ना ठप्पा लगाना जोड़ना या तुलना करना और अन्य प्रकार्य भी हैं जैसे क्लिप प्रकार्य या एक्स्ट्रेक्ट प्रकार्य जो बहुत ही सामान्य हैं जिनका भी उपयोग किया जाता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि इनपुट क्षेत्र है जिसमें इस प्रकार के बहुभुज हैं और क्लिप क्षेत्र है जिस क्षेत्र का उपयोग हम मानचित्र को क्लिप करने के लिए कर रहे हैं जब आप इस पर आवरणीय संचालन करते हैं तो आपको इस तरह का प्रतिच्छेदन मानचित्र मिल जाता है इन बुनियादी प्रकारों का उपयोग किया जा रहा है लेकिन उनके नए नाम दिए गए हैं ताकि वे बहुत आसानी से समझ में आ जाएं इसी तरह से क्लिप या एक्सट्रेक्ट प्रकार्य रास्टर डेटा पर भी किया जा सकता है मान लीजिए आपके पास एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल है और किसी क्षेत्र के डिजिटल एलिवेशन मॉडल का समग्र आकार आयत है अब आप उस डिजिटल एलिवेशन मॉडल से कुछ जिला सीमा के आधार पर केवल राजनीतिक सीमा निकालना चाहते हैं आप उस जिले के सिर्फ़ एलिवेशन मॉडल को दिखाना चाहते हैं इनपुट के रूप में आपके पास जो कुछ भी होना चाहिए उसके लिए आपके पास उन मंडलों के बजाय एक क्लिप होना चाहिए जो आपके पास उस जिले के बहुभुज हो सकते हैं और फिर एक बार जब आप प्रतिछेदन करते हैं या इस क्लिप का उपयोग करते हैं या एक्स्ट्रैक्ट टर्म प्रकार्य का उपयोग करते हैं तो आप केवल इस क्षेत्र के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि अंकिय वृत्त से बाहर अन्य डिजिटल एलिवेशन मॉडल में अभी भी डेटा होगा लेकिन इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा तो केवल उस बहुभुज सीमा के नीचे का एलिवेशन मॉडल ही दिखायी देगा और इसके अलावा कुछ नहीं दिखायी देगा इसी तरह आप बहुभुज के बजाय रेखीय डेटा पर भी इसका संचालन कर सकते हैं फिर से क्लिप कवरेज में यह पिछले उदाहरण की तरह यह बहुभुज डेटा था यहां रेखीय या बहुरेखीय डेटा है और आप रेखीय डेटा को निकाल सकते हैं इसी तरह आप बिंदु डेटा से भी इसे निकाल सकते हैं यदि आपके भारत की प्रदीप्तियों को हैं तो यहाँ हज़ारों प्रदीप्तियाँ होंगी और या उन प्रदीप्तियों का एक उपवर्ग बनाना चाहते या इन्हें निकालना चाहते हैं आपके पास एक क्लिप सीमा होनी चाहिए और वह भी बहुभुज ही होनी चाहिए यदि आप बहुभुज का उपयोग करते हैं और फिर इस क्लिप एक्सट्रैक्ट या प्रतिछेदन प्रकार्य के माध्यम से आप केवल उन प्रदीप्तियों को निकाल सकते हैं जो उस बहुभुज से नीचे होंगी हो सकता है किचयह एक राज्य या शायद एक जिला या खंड जिसको भी आवश्यकता हो तदनुसार यह प्रकार्य देख सकता है यह मूलतः बूलियन तर्क पर आधारित है साथ ही आपके पास प्रकार्य को हटाने जैसे अन्य प्रकार्य भी हो सकते हैं तो यहाँ फिर से इनपुट मानचित्र और इरेज़ कवरेज़ समान है अब इसके नीचे सब कुछ मिट गया है और आपके पास केवल शेष भाग बचेगा रेखीय डेटा के साथ और बिंदु डेटा के साथ भी ऐसा ही है इसलिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर आप उपयुक्त उपकरण का उपयोग कर इसका विश्लेषण करेंगे प्रतिछेदन भी एक ही बात है जैसा कि जो दो मानचित्र में कुछ भी उपलब्ध हो या दो से अधिक मानचित्रों का प्रतिछेदन का उपयोग कर विलय कर सकते हैं इनपुट के साथ इसका प्रतिछेदन फिर इसके आउटपुट में सब कुछ होगा यहां एक और उदाहरण है कि यहाँ इनपुट एक मानचित्र है और प्रतिछेदन क्षेत्र यह है इसलिए आप इसे यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इससे क्या करना चाहते हैं आप इसका इसका उपयोग बहुभजों के विलय के साथ साथ दो मानचित्रों के विलय के रूप में भी कर सकते हैं यह बहुभुज मानचित्र पर भी हो सकता है या यह आपके बहुरेखीय मानचित्र या बिंदु डेटा का भी हो सकता है यहाँ फिर से बहुभुज के लिए प्रतिछेदन प्रकार्य दिखाए गए हैं और इन दो मानचित्रों में जो कुछ भी मौजूद था उन सबको यहाँ संघबद्ध किया गया है जिन संचालकों को आप उपयोग करेंगे या जो भी वर्तमान या इनपुट मानचित्र ए या मानचित्र बी होगा तो आपको इस तरह की चीज़ें प्राप्त होंगी और आपकी विशेषता तालिका और समृद्ध हो जाएगी और मानचित्र 1 या 2 में जो कुछ भी उपलब्ध है वो आपकी विशेषता तालिका में भी शामिल हो जाएगा और दो क्षेत्रों आवरणों पर बूलियन तर्क लगते हैं फिर प्रतिछेदन अंतिम प्रकार्य हैं या अंतिम संचालन होता है और यह अंतरछेदित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले इनपुट क्षेत्र का केवल एक हिस्सा रहेगा इनपुट क्षेत्रों की सीमाओं को आउटपुट क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है तो पहचान प्रकार्यों का भी उपयोग किया जाता है आउटपुट क्षेत्र की सीमा इनपुट क्षेत्र के समान है और फिर पहचान प्रकार्य बिंदु रेखा पर लागू होती है और बहुभुज क्षेत्र को रास्टर डेटा पर लागू किया जा सकता है लेकिन याद रखें कि टी आई एन पर आप ये संचालन नहीं कर सकते यहां रास्टर आवरण के उदाहरण हैं और आप रास्टर परतों पर सभी अंकगणितीय संचालन कर सकते हैं चार बुनियादी प्रकार्य यहां दिए गए हैं जोड़ घटाना गुणा और भाग इसके बाद इससे कम इसके बराबर तथा इससे ज़्यादा संबंधित प्रकार्य आते हैं और फिर बूलियन तर्क पर आधारित तार्किक संचालक एंड ऑर तथा नॉट का भी उपयोग किया जाता है इन सशर्त प्रकार्यों के अलावा इफ़ देन तथा एल्स कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं या इन सभी चार मूल प्रकार के प्रकार्यों का उपयोग संयोजित तरीक़े से किया जा सकता है तो आप आवरणीय प्रणाली के लिए एक जटिल वाक्य विन्यास या जटिल जांच बना सकते हैं लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि यदि आप बहुत जटिल जाँच बनाते हैं या इस तरह के आवरणीय संचालन इसके दौरान करते हैं तब जो आउटपुट आपको प्राप्त होगा उसको आपको या किसी और को यह समझना होगा आम तौर पर यह अच्छी प्रथा है और बहुत जटिल वाक्य विन्यास नहीं होनी चाहिए या आपको पहले ही इस आवरणीय संचालन को चरणबद्ध तरीक़े से करना चाहिए इसलिए कुछ ने दो मानचित्रों को शामिल किया है जिसके लिए आपको कुछ अंकगणितीय कार्यों का उपयोग करना होगा एक ही बार करने के बजाय आप इसे चार चरणों में कर सकते हैं और प्रत्येक चरण में आप त्रुटियों की जांच कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार आउट्पुट प्राप्त करने के बाद आप अपने परिणामों पर अधिक विश्वास रखेंगे केवल एक बार में करने के बजाय आपको चरणबद्ध तरीक़े से इसे करना चाहिए क्योंकि एक ही बार में इसे करने से मानचित्र की व्याख्या करने में चीजें और जटिल हो सकती हैं और अंकगणितीय संचालन का उदाहरण यहां दिए गए हैं अगर कोई मानचित्र 1 और 2 है इनमें ये सभी अलग अलग विशेषताएँ हैं यदि यह मानचित्र सी है जोकि ए 10 A 10 के बराबर है तोइसे सरल अंकगणितीय संचालन के बराबर होना चाहिए और मैं इनमें से प्रत्येक सेल में 10 का मान जोड़ना चाहता हूँ तो यह बहुत ही सरलता से किया जा सकता है इसी तरह मैं मानचित्र 1 को मानचित्र बी में जोड़ना चाहता हूं तो मेरा यह कहना है कि मानचित्र सी मानचित्र ए प्लस मानचित्र बी के बराबर होना चाहिए जिसका मान आप मानचित्र ए में यहाँ बायीं तरफ़ ऊपर की ओर देख सकते हैं जोकि 5 है और यह मानचित्र B 4 यह कहता है कि इसे ऐसे किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है जहां आप वास्तविक में 4 × 4 सेल वाले हैं जिसमें आपको हजारों पंक्तियां और कॉलम के रास्टर मानचित्र हो सकते हैं और फिर ये मान यहाँ दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे एक रंग या रंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से या एक निरंतर रूप में दिखाई देंगे यदि आप एक साधारण संचालन करते हैं तो पहले मूल्य की जांच करें क्योंकि अगर मैंने निर्देश दिया है कि सभी मान में 10 जोड़ दें तो कम से कम एक दो बिंदुओं को जांचें कि चीजें तदनुसार हुई हैं या नहीं इसी तरह अगर हम मानचित्र ए और बी को जोड़े हैं तो यहाँ मुझे यह जांचना चाहिए कि यह सही परिणाम दे रहा है या नहीं और इससे मैं थोड़ा जटिल संचालन भी कर सकता हूं जैसा कि मानचित्र सी 2 मानचित्र ए मानचित्र बी ÷ मानचित्र ए बी × 100 यह इस तरह का एक सूचकांक या कई सूचकांक बनाने की तरह है अब आपने थोड़ा जटिल वाक्य विन्यास रखा है इसलिए कम से कम कुछ क्रमरहित ढंग से चयनित स्थानों के लिए आपको यह देखना होगा कि परिणाम सही आ रहे हैं या नहीं अन्यथा यह निर्धारित करें कि क्या मैं इस मानचित्र का उपयोग किसी अन्य विश्लेषण में इनपुट की तरह करता हूं और अगर इसमें कुछ गलत परिणाम हैं तो मुझे वास्तव में काफ़ी भ्रमित करने वाले आउटपुट मिलेंगे सबसे अच्छा तरीक़ा है कि इसे चरणबद्ध तरीक़े से किया जाए अब यहाँ संबंधीय प्रकार्य का एक उदाहरण है और यह मानचित्र ए और मानचित्र बीA पिछले उदाहरण की तरह बिलकुल समान उदाहरण है अब निर्देश है यह है कि आउटपुट मानचित्र में मानचित्र ए होना चाहिए अगर मानचित्र ए सेल का मान मानचित्र बी से अधिक है तो यदि यह सत्य है तो यह 1 होगा अन्यथा यह 0 होगा इसलिए आइए हम इस मानचित्र की समझने का प्रयास करते हैं मानचित्र ए को देखिए यहाँ 5 मान निश्चित रूप से 4 से अधिक है और इसलिए यह सत्य है और यह 1 मान प्राप्त कर रहा है अब नीचे की ओर दाएं कोने का उदाहरण देखिए जिसका मान 6 है 6 निश्चित रूप से 8 से कम है और यही कारण है कि यह गलत है इसलिए इसे 0 का मान प्राप्त हुआ है यहाँ आउटपुट द्विगुण के रूप में है एक बार आउटपुट आने के बाद आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपने जो शर्त यहां रखी है उसी के अनुसार मानचित्र तैयार होगा और यह समझने के लिए एक सरल द्विगुण मानचित्र है संयोजन में ऐसे संबंधीय प्रकार्यों को अन्य प्रकार्यों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है अब क्या गलत है क्या सही है इसके लिए हम यहाँ बूलियन तर्क या कभी कभी एक सत्य तालिका का उपयोग करते हैं उदाहरणों में दिखाया गया है कि इनपुट और आउटपुट और संचालन यहां हैं इसलिए यदि ए और बी हैं तो ए और बी और इनका प्रतिछेदन या संघ यह सब यहीं है तो आप समझने के लिए एक तालिका बना सकते हैं कि अगर यह सच है तो इसे 1 मान मिलेगा और यदि यह गलत है तो इसे 0 मान मिलेगा और फिर तदनुसार आप अपनी समझ के लिए एक तालिका बना सकते हैं जैसे कि कौन सा आउटपुट मानचित्र होगा और कौन सा द्विगुण रूप में होने वाला है एक अन्य उदाहरण यह है कि यहां अंतिम विवरण यह है कि यदि भूमि का उपयोग वन के उपयोग के बराबर है तो यह शर्त है कि इस भूमि उपयोग के मानचित्र में भूमि के उपयोग की खोज करें जो कि जंगल को दिखा रहा है या जिसमें जंगलों की विशेषता है और ढलान के मानचित्र में ढलान की खोज करें कि तीव्र ढलान वाले क्षेत्र कहाँ हैं और ये दो स्थितियां केवल उन क्षेत्रों के लिए संतुष्ट होंगी जिनका चयन किया गया है और बाकी का क्षेत्र एक ही रंग का हो जाएगा इसी तरह आप और भी शर्तें रख सकते हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ भूमि उपयोग वन और ढलान बहुत ही तीव्र हैं और शेष क्षेत्र में ये दोनों स्थितियाँ संतुष्ट नहीं हो रही हैं और इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं है और इसलिए हमें यह चौड़े होते दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ एक खाली डेटा है जिसके कारण हमें यह चौड़ा दिख रहा है अन्यथा वहाँ केवल दो रंग होने चाहिए आमतौर पर यहां स्थिति लागू नहीं की गई है और शेष क्षेत्रों में स्थिति को लागू किया गया है अब संबंधीय और तार्किक संचालनों को आप यहाँ एक रख सकते हैं और जैसे यहाँ संबंधीय और तार्किक संचालन के माध्यम से मानचित्र ए और मानचित्र बी में वन के अलग अलग वर्ग और उनके मान यहाँ दिए गए हैं तो हम यह घोषित करते हैं कि मानचित्र डी को मानचित्र ए के बराबर होना चाहिए जब वन को मानचित्र ए और मानचित्र B में वर्गीकृत करते हैं तो इसका मान 500 कम है अब दो संचालन एक संबंधीय है और दूसरा तार्किक है दोनों यहां हैं और आप संयोजन के मध्यम से यह जानते हैं कि आपका आउटपुट मानचित्र इस तरह होगा फिर से सभी द्विगुण रूप में आ जाएँगे इसलिए यहाँ ग़लत के लिए 0 है और सही के लिए 1 है इसी तरह आप जितना सोच सकते हैं इसे उतना जटिल बना सकते हैं हालाँकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि यदि आप एक जटिल आवरणीय संचालन बनाते हैं तो आउटपुट मानचित्र आपको पहले समझना होगा आपको यह संतोष करना होगा कि मैंने जो कुछ भी यहाँ रखा है वह सही आ रहा है या नहीं दूसरा वास्तविक संचालन में आपको कोष्ठक को भी याद रखना होगा कि कहां कोष्ठक को खोला और बंद किया जा रहा है क्योंकि यदि आप यह ध्यान नहीं रखते हैं तो कुछ मानचित्र में आपको उनकी गणना का कहीं पता नहीं चलेगा और फिर आउटपुट मानचित्र का उपयोग या व्याख्या करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए इनका ध्यान रखना होगा इसलिए चरणबद्ध तरीक़ा बेहतर होता है अब सशर्त प्रकार्य यहां यह है यह मानचित्र सी के बराबर होगा जब मानचित्र ए जंगल के बराबर है या कहें कि इसे अच्छी तरह से अपरिभाषित है क्योंकि यहां हमें कोई जानकारी नहीं है तो यह भी अपरिभाषित के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसी तरह मानचित्र सी में हमें वे क्षेत्र मिल रहे हैं जो अपरिभाषित हैं पहले के उदाहरणों की तरह यह भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इस मानचित्र में सफेद क्षेत्र आ रहे थे इसलिए ये अपरिभाषित क्षेत्र हैं बाक़ी यह संतोषजनक है क्योंकि जब यह मानचित्र में जंगल होता है तो यह संतोषजनक होता है और इसलिए यह पहली शर्त है और यह सच है और सब कुछ हो रहा है शेष क्षेत्र अपरिभाषित हैं इसलिए एक प्रश्न चिह्न मान नियुक्त किया गया है और फिर क्रॉस टेबल हैं या क्रॉस ऑपरेशन भी संभव है यहाँ की तरह है कि हम इन्हें क्रॉस टेबल में शामिल कर सकते हैं जैसे वन में जलोढ़ का गुणा या वन से शेल का गुणा इत्यादि इसलिए क्रॉस मानचित्र इस तरह के गुण भी होंगे मूल रूप से इस तरह के संचालन से निश्चित रूप से आपको एक मानचित्र मिलेगा क्योंकि आपके विशेष वस्तुओं के बीच एक गतिशील सम्बंध और साथ ही विशेषता डेटा भी है लेकिन इन परिचालनों के बाद मुख्य रूप परिवर्तन विशेषता डेटा या तालिकाओं में होंगे यही कारण है कि इसे क्रॉस टेबल भी कहा जाता है इसलिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर आप इन कार्यों को करेंगे ये सभी चार प्रमुख प्रकार के संचालन हैं जो आपके आवरणीय विश्लेषण के दौरान उपलब्ध होंगे अब आप दो आयामी तालिकाओं भी बना सकते हैं जैसे यहां जलोढ़ और शेल श्रेणियां हैं और यहां श्रेणियां वन घास तथा झील हैं इस तरह के मैट्रिक्स को भी विकसित किया जा सकता है जैसे कि यह भूमि उपयोग मानचित्र है इसलिए इस भूमि उपयोग मानचित्र में जंगल घास और झील हैं और भू विज्ञान मानचित्र में भू विज्ञान जलोढ़ और शेल के केवल दो प्रकार हैं यदि आप स्थिति के अनुसार आउटपुट मानचित्र बना सकते हैं यदि यह जलोढ़ और जंगल है तो यह उपयुक्त है अगर यह जलोढ़ और घास है तब यह उपयुक्त नहीं है और यदि यह जलोढ़ और झील है तो भी यह उपयुक्त नहीं है इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की भू वैज्ञानिक शेल और वन के लिए यह उपयुक्त नहीं है लेकिन शेल और घास उपयुक्त है इस दो आयामी तालिका में दो स्तिथियों पर दो स्थानों पर उपयुक्त चीजें हैं इस मैट्रिक्स पर प्रारंभ में दो आयामी तालिकाओं को विकसित किया जा सकता है और इस मैट्रिक्स का उपयोग आपके विश्लेषण में आपके आवरणीय संचालन में और इनपुट भूमि उपयोग और भू विज्ञान में किया जाएगा इसी तरह उन चार मूल बातों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है मैट्रिक्स आवरण का मैंने उदाहरण दिया है जिसमें दो मानचित्र परतें शामिल थीं दो आयामी तालिका पंक्ति और स्तंभों के साथ रखे गए दो मानचित्रों के गुण मानों के साथ बनाई गई है और फिर प्रत्येक संयोजनों के आउटपुट के मान संचालक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और इसलिए यहां एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें एक भूमि उपयोग मानचित्र है एक मिट्टी का मानचित्र है एक दो आयामी तालिका है और यहां ए बी सी विशेषताएँ भूमि उपयोग के लिए एक गुण 1 2 3 दिए हैं और आपको इस तरह का मानचित्र प्राप्त होता है यह बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप इस दो आयामी तालिका को विकसित कर सकते हैं और आवरणीय संचालन के लिए जमा करने से पहले सोच सकते हैं सांकेतिक आवरण भी संभव है जैसे इस आवरणीय संचालन में एक ही संचालन में 15 20 परतों तक आवरण किया जा सकता है उपयोगकर्ता अपनी विशेषताओं के साथ साथ व्यक्तिगत मानचित्रों को क्रम या भारिता प्रदान कर सकता है मान लीजिए आप भू जल अन्वेषण पर काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि शैल लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप शैल लक्षण के लिए और अधिक तरीके भी बता सकते हैं जबकि मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए आप मिट्टी की परत को कम महत्वपूर्ण नियुक्त कर सकते हैं इसी तरह शायद ढलान के मानचित्र के लिए या शायद रेखीय मानचित्र या भू वैज्ञानिक संरचनाओं के लिए विशेष क्षेत्र में उनके प्रभाव के आधार पर आप इस तरह से वजन नियुक्त करते हैं और आप आउटपुट भी बना सकते हैं इसलिए आप विभिन्न श्रेणियों के मानचित्र के विभिन्न श्रेणियों के लिए और प्रत्येक मानचित्र के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग वजन अपनी समझ के अनुसार नियुक्त करते हैं और फिर अंतिम मानचित्र को बनाया जा सकता है जो आपको उस क्षेत्र की भू जल स्थिति के बारे में बेहतर तरीक़े की समझ देगा अब हम चौथे विश्लेषण संचालन पर आते हैं जो क्षेत्रीय परिवर्तन या माप हैं इस विशेष संचालन में मूल रूप से एक माप के किए क्या किया जाता है और फिर हम अपनी विशेषता तालिका में इसे जोड़ते हैं या आप कुछ अन्य संचालनों को भी जानते हैं तो सरल रेखा के माप की तरह और यदि यह बहुभुज है तो हम परिधि क्षेत्र को माप सकते हैं और यदि बिंदु हैं तो विभिन्न प्रकार के विश्लेषण बिंदुओं के बीच की दूरी या बिंदुओं के प्रतिमान या प्रतिमान वितरण बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे कि विश्लेषण और यादृच्छिक चयन यादृच्छिक उत्पादकता का उपयोग इस प्रकार के संचालन से भी बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं और इसी तरह यहां भी हमारे पास अलग अलग श्रेणियां हैं ताकि हम क्षेत्र की गणना कर सकें हम परिधि की गणना कर सकते हैं हम अलग अलग विशेषताओं को नियुक्त कर सकते हैं हमारे निकट के संचालन में संचालकों या जी आई एस उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई शर्त के अनुसार इसके आसपास के गुण मिलेंगे मूल रूप से ये एक विशिष्ट स्थान और आकार खोज क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों की विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं और दूसरी बात यह उपयोगकर्ता की परियोजना की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है इसमें एक अंतर्वेसन प्रकार्य है अंतर्वेसन तकनीक की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस विशेष व्याख्यान में मैं अंतर्वेसन के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं स्थलाकृतिक प्रकार्य जिन पर हम चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से खोज प्रकार्य पर हम वैसे भी चर्चा करने वाले हैं नए डेटा के निर्माण में निकट के संचालन शामिल हैं जो बिंदुओं के आधार पर कि घूमने वाली गवाक्ष या चलती गवाक्ष या चयनित लक्ष्य स्थानों के बारे में है इसी तरह की तकनीक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या रिमोट सेंसिंग डेटा में भी मौजूद है जिसे हम एक विशेष फ़िल्टरिंग कहते हैं वहाँ भी एक दो आयामी मैट्रिक्स शायद 3 X 3 पिक्सेल या 5 X 5 या कोई भी विषम संख्या जैसे 7 X 7 या 9 X 9 का उपयोग किया जाता है ये घूमने या चलने वाली गवाक्ष आपके रास्टर डेटा में स्थानांतरित हो जाती हैं और आपके द्वारा नियुक्त किए गए वजन के आधार पर मूल्यों की गणना करती हैं यहाँ यह रेत के लिए केंद्रीय मूल्य की गणना के लिए है अब जब भी आप निकटम संचालन के लिए उपांत पर घूमती हुई या चलने वाली गवाक्ष का उपयोग करते हैं इसका मतलब है कि पहले पंक्ति और अंतिम पंक्ति की कोई गणना नहीं की जाएगी क्योंकि यदि यह 3 X 3 है तो आपके पास पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति होगी और सबसेX बायीं तरफ़ की पंक्ति को छोड़ दिया जाएगा और इसमें कोई संचालन नहीं किया जाएगा यदि यह 5 × 5 है तो ऊपर और नीचे दो पंक्तियाँ होंगी बाईं और दाईं ओर दो पंक्तियाँ जैसे जैसे संख्या बड़ी हो जाती है तब विश्लेषण के लिए शामिल नहीं होने वाली पंक्तियों की संख्या तदनुसार तय होगी 3 × 3 की घूमती हुई या चलती हुई गवाक्ष में आपके पास सिर्फ एक शीर्ष रेखा और एक नीचे की रेखा होगी और बाएं पंक्ति और दाएं पंक्ति की कोई गणना नहीं की जाएगी और वे इस घूमने वाले गवाक्षों का मूल्यांकन करते हैं या ये 3 X 3 के एक निर्दिष्ट लक्ष्य के आसपास के क्षेत्र की विशेषताओं का मूल्यांकन करेंगे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मान लीजिए कि आपकी गवाक्ष 3 X 3 की है तो आप मूल रूप से क्या करते हैं इसके लिए पहले आप इसका वजन निर्धारित कर सकते हैं इसलिए अगर मैं कहूं कि वजन बराबर है तो सबका मान 1 होना चाहिए इसलिए यह गवाक्ष का एक प्रकार है यदि विभिन्न प्रकार की गवाक्ष विकसित की जा सकती है जिसमें कुछ दिशात्मक भार होगा जैसे कि मैं कह सकता हूं कि यहां ऋण 1 है यहां ऋण 1 है इसमें 1 2 और 0 0 0 ऐसा कुछ होगा तो आप इस घूमती हुई गवाक्ष का उपयोग करके दिशात्मक वजन भी निर्धारित कर सकते हैं अब अगर हम किसी निर्दिष्ट लक्ष्य स्थान के आसपास के क्षेत्र की विशेषताओं का मूल्यांकन करें तो यहाँ लक्ष्य स्थान 3 × 3 है यदि कोई इनपुट रास्टर काफ़ी बड़ा होता है तो केंद्रीय पिक्सेल के लिए यह इस 3 × 3 एक पंक्ति क्षेत्र के चारों ओर एक पंक्ति और उन सेल मैट्रिक्स को नियुक्त किए गए वजन के आधार पर जहां नया मान उत्पन्न होगा ये इसकी खोज करेगा इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस के संचालन में नए डेटा का निर्माण भी शामिल है यह सेल या पिक्सेल का नया मान विकसित करेगा जो मैंने अपने मैट्रिक्स में दी गई वजन के आधार पर है और यह एक दो आयामी मेट्रिक्स है जो 2 × 2 हो सकता है या 3 × 3 5 × 5 7 × 7 या किसी भी विषम संख्या की हो सकती है अब सभी पड़ोस संचालन में एक या एक से अधिक लक्ष्य स्थानों को इंगित करना आवश्यक है आम तौर पर यह संकेत लक्ष्य स्थान के लिए है जोक़ि एक केंद्रीय सेल या पिक्सेल है प्रत्येक लक्ष्य के आसपास निकटम संचालन माना जाने और इसको निष्पादित किया जाता है अब इस प्रकार के प्रकार्य का मतलब है कि हम वजन के बारे में बात कर रहे हैं ऋण और धन हो सकता है या आप निकट के भीतर की विशेषताओं पर इतने गुणा नहीं कर सकते हैं और रास्टर में एक एकल विशेषता है इसलिए यह उन सभी के लिए किया जाएगा जहाँ भी यह एक एक करके आगे बढ़ेगा 3 X 3 के मामले में शुरू करने से पहली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देगा और जिसका मतलब है कि यह है कि यह दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति के पिक्सल से शुरू होगा इसी तरह यह पूरे रास्टर डेटा सेट पर चारों ओर फैल जाएगा और फिर जी आई एस में ठीक पड़ोस के संचालन अंतर्वेसन होते हैं इसलिए हमने इसे अंतर्वेशन में देखा है और वहाँ हमने खोज गवाक्ष पर चर्चा भी की है हमने खोज गवाक्ष को नियुक्त किए गए वजन और इसके बाद के संस्करण पर भी चर्चा की है इसलिए अंतर्वेशन में हम एक ढलान मानचित्र पक्षीय मानचित्र अनुपात मानचित्र जैसे मानचित्र से कुछ स्थलाकृतिक विशेषताओं या स्थलाकृतिक आउटपुट को निकालने करने के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल पर इस निकटतम संचालन का उपयोग करते हैं अंत में खोज प्रकार्य है जो निकटता की भी खोज करेंगे अंतर्वेसन में हम इसे पहले ही देख चुके हैं कि व्याख्यान के इस मपाँक के भीतर पूर्णता के लिए मैं संक्षेप में अंतर्वेसन को बताने जा रहा हूं कि यह अचयनित पक्षों पर अज्ञात मानों का अनुमान लगाता है मौजूदा ज्ञात अवलोकन मूल्यों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के अंतर्वेसन हैं जिनको आप बिंदु डेटा के इनपुट के रूप में उपयोग कर सकते हैं या आप रेखीय अंतर्वेसन भी कर सकते हैं लेकिन मूल रूप से रेखीय अंतर्वेसन में यह कैसे किया जाएगा पहले किसी दिए गए जी आई एस सॉफ्टवेयर के भीतर पहले बहुरेखीय डेटा को बिंदुओं में परिवर्तित किया जाता है और फिर इन्हें अंतर्वेसन के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन कुछ सॉफ़्टवेयर आपको बहुरेखीय डेटा को इनपुट के रूप में उपयोग करने की अनुमति देंगे लेकिन कुछ सॉफ़्टवेयर इसकी अनुमति नहीं दे सकते यदि वे अनुमति नहीं देते हैं तो ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो आप किसी भी समय बहुरेखीय डेटा को बिंदु डेटा में बदल सकते हैं और फिर इनको आप अंतर्वेसन के लिए उपयोग कर सकते हैं स्थलाकृति एक भू भाग की सतही विशेषताएँ हैं और ये विशेषताएँ ढलान राहत और एक क्षेत्र के रूप में संदर्भित की जा सकती हैं जिन्हें हम स्थलाकृति के रूप में संदर्भित करते हैं यदि कोई क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ में है तो हमें कोई भी विशेषता नहीं दिखाई देती है जिससे हम बाढ़ स्थलाकृति कहते हैं जब स्थलाकृति में बहुत सारे उतार चढ़ाव घाटियाँ पहाड़ियाँ और लकीरें होती हैं तब हम इसे बीहड़ स्थलाकृति कहते हैं क्योंकि बीहड़ क्षेत्र के मामले में चाहे ये ढलान के राहत पहलु हों या वे सभी चीजों को जो एक ऐसी जगह के लिए है तब ऐसी सतह की स्थलाकृति को एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल में बहुत आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है और डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या हैं विभिन्न प्रकार के डिजिटल एलिवेशन मॉडल उपलब्ध हो सकते हैं ऐसे में फिर डिजिटल एलिवेशन मॉडल की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे किया जाए जिसकी हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में चर्चा की है जैसा कि आप जानते हैं कि डीईएम एक स्थलाकृति सतह को प्रदर्शित करता है अगर इसमें ऊँचाई के मान परिमित संख्या बिंदुओं के एक ऊँचाई के सेट के रूप में हैं तो इसमें भू वैज्ञानिक भू भाग महत्वपूर्ण हैं जैसे घाटियाँ लकीरें चोटी गड्ढे आदि डीईएम आमतौर पर तंत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं वे विशिष्ट रास्टर होते हैं और हमारे कंप्यूटर का उपयोग करके जी आई एस सॉफ़्टवेयर में ऐसी चीज़ों का उपयोग बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वे उन सभी कार्यों का उपयोग करते हैं जो मैट्रिक्स विश्लेषण के लिए उपलब्ध हैं और उनके निश्चित स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के कारण नियमित तंत्र खुरदरापन को हटाने के लिए अनुकूलित नहीं हैं तो इसमें यह है कि हमारे रास्टर और रिज़ॉल्यूशन निश्चित हो गया है इसका मतलब है कि सेल का आकार तय है इसलिए टीआईएन खुरदरापन हटाने के लिए अनुकूल है और यहाँ छोटे आकारों का उपयोग भी एक विकल्प जब हम उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन डीईएम के लिए जाते हैं लेकिन इसकी भी एक सीमा होगी इसलिए हमने यह भी चर्चा की है कि उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन क्या होना चाहिए हमें कहाँ रुकना चाहिए जैसा हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है और यह त्रिकोणीय अनियमित जाल है जो इस इलाके को प्रदर्शित करने का एक तरीका है उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है और यह निश्चित रूप से टीआईएन का लाभ है क्योंकि यह आपकी खुरदरापन से राहत को एकत्रित कर सकता है और यह इकाई को अनुकूलनशील बना लेगा जो टीआईएन के मामले में एक त्रिकोण हैं और वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसके आकार को बदल देंगे लेकिन एक नियमित तंत्र या रास्टर के मामले में सेल का आकार इससे तय होता है स्थलाकृतिक प्रकार्य की गणना करने के लिए हम ऊंचाई मानों और विशिष्ट स्थलाकृतिक परिवर्तन या प्रकारों का उपयोग करते हैं जो ऊंचाई के परिवर्तन की दर पर ढलान की तरह उपयोग किए जाते हैं अधिकतम ढलान को झुकाव कहा जाता है और ढलान का यह पहलू उत्तर दिशा के संदर्भ में है ये विशिष्ट स्थलाकृतिक व्युत्पन्न हैं जिसमें हम जी आई एस में एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग करते हैं इन सभी को चलाने के लिए बहुत आसानी से मानक प्रक्रिया उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है जब भी आप ढलान की गणना कर रहे होते तब एक बात आपको याद रखनी है क्योंकि ढलान ऊंचाई के परिवर्तन की दर को कहा जाता है तो इसका मतलब है कि ऊंचाई का परिवर्तन जैसा कि आप क्षैतिज रूप से देखते हैं और यह पैमाने आपके दोनों पैमाने का मतलब है कि यह क्षैतिज रूप से और लंबवत पैमाने पर समान होना चाहिए यदि यह समान नहीं है तो आपको एक गुणन इकाई का उपयोग करना होगा जो एक पैमाने को बदल देगा आमतौर पर हम क्या करते हैं हम मानचित्र इकाइयों में ऊंचाई को बदल देते हैं क्योंकि आम तौर यह x y पैमाना क्षैतिज रूप से इकाइयों में होता है इसलिए हम लंबवत पैमाने को मांछितरान इकाइयों में बदलते हैं क्योंकि यह एक के लिए एक संबंध हैं इसे हमें याद रखना होगा एक कारक का उपयोग विभिन्न अक्षांशों पर आपके स्थान के अनुसार किया जाना चाहिए क्योंकि वे पूर्ण वर्ग नहीं हैं इसलिए यहाँ यह जटिलता है साथ ही पैमाने भी भिन्न होते हैं जैसे क्षैतिज पैमाने आम तौर पर भौगोलिक निर्देशांक के लिए होंगे जबकि लंबवत पैमाने का मतलब है कि ऊंचाई का मान और इसमें सबसे आम मीटर में हो सकता है इसलिए आपको इसे परिवर्तित करना होगा यदि आप अपने क्षैतिज पैमाने या मानचित्रों को यू टी एन को मीटर में रखें तो यह नहीं आएगा मूल्यों की गणना करने के लिए स्थलाकृतिक प्रकार्य किसी विशिष्ट स्थान पर स्थलाकृति का वर्णन करता है और निकट क्षेत्र का उपयोग स्थानीय इलाके को चिह्नित करने के लिए किया जाता है सैद्धांतिक उदाहरण ढलान की गणना और पहलू की गणना हैं अब इस जी आई एस का उपयोग करके आप ढलान को दो तरीकों से बता सकते हैं एक डिग्री के आधार पर और दूसरा प्रतिशत के आधार पर यह बहुत ही सरल अवधारणा है tan टैन थेटा जो कि दूरी पर लंबायी का मान है तो यह दूरी की लिए थेटा की गणना की जाती है इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसी कारण से ये दोनो पैमाने एक समान होना चाहिए मैं यहाँ देख सकता हूँ की यहाँ ढलान 30० है जबकि इसको प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो यह 45 प्रतिशत होगा लेकिन डिग्री में यह 0 से 90 के बीच होगा प्रतिशत के मामले में यह 0 से 100 हो सकता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप या तो डिग्री या प्रतिशत को चुन सकते हैं बाद में इन्हें एक से दूसरे में बदल सकते हैं लेकिन किसी भी मानक जी आई एस सॉफ्टवेयर में यह बहुत ही आसान गणना है यह स्तिथि उत्तर दिशा के संदर्भ में एक सतह की ढलान का उन्मुखीकरण है ताकि इसकी गणना भी की जा सके आम तौर पर वितथ रूप से आपको आउटपुट मिलेगा जो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होने वाले स्तिथि और आठ दिशाओं को दिखाएगा इसी तरह हमें डिग्री के संदर्भ में ढलान के मानचित्र का उदाहरण देखना चाहिए यहाँ यह दिया गया है इसलिए यह मेरा इनपुट डिजिटल एलिवेशन है जो निरंतर ज़्यादा से कम मूल्य का मॉडल बनाता है और यह अवधारणा के अनुसार ढलान के मानचित्र के अधीन होता है जिस पर हमने अभी चर्चा की है तो इसने ढलान की गणना की गई है इसलिए लाल क्षेत्र 70 से 78 के बीच के ढलान को दिखा रहे हैं अब आपकी आवश्यकताओं के आधार पर जैसा कि हमने जी आई एस विश्लेषण 1 में इसकी चर्चा की है इसका पुनर्वर्गीकरण हो सकता है और आप यह कह सकते हैं कि यह 0 से 20 के बीच 21 से 40 के बीच या ऐसे ही इसे वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए आपके आउटपुट मानचित्र में श्रेणियों की संख्या कम हो सकती है अब हम जी आई एस विश्लेषण 2 के अंत में आ गए हैं अगले व्याख्यान में हम आगे जी आई एस की विश्लेषणात्मक संचालनों पर चर्चा करेंगे